अब हम ओपनएमपी शुरू करेंगे ओपनएमपी का मतलब है ओपन मल्टिप्रोसेसिंग हम कुछ प्रोग्रामस बनाएंगे सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड' प्रोग्राम से शुरू करेंगे उसके बाद इसके विभिन्न कंस्ट्रक्टस के साथ तुम क्या कर सकते हो उस पर प्रोग्राम बनाकर ओपन एमपी के फीचर्स को समझेंगे तो हम सबसे पहले बहुत सरल प्रोग्राम से शुरू करते हैं मैं सिर्फ 'हेलो वर्ल्ड' पैरेलल में प्रिंट करना चाहता हूं पैरलल का मतलब है मल्टीपल थ्रेड्स हम थ्रेड्स मतलब को विस्तार में बाद में समझेंगे अभी के लिए हम थ्रेड को ऐसे सोचते हैं जैसे कि पैरेलल में कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है इसलिए अगर वहां चार थ्रेड्स हैं तो वहां चार कोड पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं मैं हेलो वर्ल्ड मल्टीपल थ्रेड्स के लिए पैरलल में प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं इसके लिए ओपनएमपी में कैसे प्रोग्राम लिखूंगा तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ओपनएमपी की हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी इसको 'omph' कहते हैं इस फाइल में ओपनएमपी के बहुत सारे फंक्शंस के प्रोटोटाइपस हैं ओपनएमपी में तुम्हें बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स डायरेक्टिव तथा फंक्शंसमें ओपन एमपी शब्द मिलेगा यह बस ओपनएमपी की शॉर्ट फॉर्म है इसलिए हम 'omph' फाइल को इंक्लूड करते हैं जोकि आवश्यक है उसके बाद मेन फंक्शन डिफाइन करूंगा यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि आप 'C' के कोड में मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जैसे ही मैं आगे की स्लाइड्स में कोड समझाऊंगा तो आप देखेंगे कि नया कोड हमेशा रेड में होगा तो तुम्हें बस रेड भाग को ही करना है यह तुम्हें बताएगा तुम्हें किस पर ध्यान देना है कि पहले की स्लाइड्स में से क्या बदल गया है अब अगर किसी ब्लॉक को मैं पैरलल में एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो इसे मुझे प्राग्मा ओएमपी पैरेलल' pragma omp parallel कंस्ट्रक्ट में एंक्लोज करना होगा यह एक कंपाइलर डायरेक्टिव है इसलिए आवश्यक रूप से जब तुम इस कोड को कंपाइल करते हो तो कंपाइलर इस डायरेक्टिव को समझ जाता है कि उसे इसके साथ यहां पर कुछ करना है तो यह यहां पर क्या करता है यह मूल रूप से बहुत सारे कोड को सब्सीट्यूट करता है आमतौर पर अगर तुम्हारे पास बस एक ही स्टेटमेंट होता है जिसको तुम्हें पैरेलल में एग्जीक्यूट करना है तो तुम्हें उसको 'प्राग्मा ओएमपी पैरेलल' के बाद स्पेसिफाई करना है तुम्हें उसके बाद करली ब्रेसेज लगाने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हारे पास कुछ स्टेटमेंट्स के सेट हैं जिसे तुम पैरेलल में एग्जीक्यूट करना चाहते हो जो कि सामान्य तौर पर होता है तब तुम उन्हें पेरेंनथिसिज में रख सकते हो इसलिए इसका मतलब है कि इस ब्लॉक को पैरेलल में एग्जीक्यूट होना है अब मैं क्या करता हूं मैं मूल रूप से प्रत्येक थ्रेड से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हूं यह प्रिंट हेलो वर्ल्ड है तो मुझे पहले इस कोड को कंपाइल करना होगा जीसीसी कंपाइलर के लिए मुझे बस एक फ्लैग डेस ऐफओपन एमपी देना है वह कंपाइलर को बताएगा कि यह एक ओपनएमपी का कोड है और इसके लिए उपयुक्त लाइब्रेरीज इस्तेमाल करनी है और कंपाइल करने के बाद मैं मूल रूप से आउटपुट फाइल को रन करूंगा जिसका की डिफॉल्ट है ए डॉट आउट 'a dot out' और यह क्या प्रिंट करती है यह हेलो वर्ल्ड कई बार प्रिंट करती है यह कितनी बार हेलो वर्ड प्रिंट करती है यह उस नंबर के बराबर है जितने की थ्रेडस लांचlaunch हुए जितने थ्रेडस पैरेलल ब्लॉक में एग्जीक्यूट हो रहे हैं इस केस में दो थ्रेडस थे लेकिन हमें यह कैसे पता चलता है कि कितने थ्रेडस है यहां मैंने कहीं भी यह स्पेसिफाई नहीं किया कि थ्रेडस के कितने नंबर हैं ठीक इसलिए कुछ डिफॉल्ट पिक कर लिया जाएगा तो तुम थ्रेडस का नंबर कैसे स्पेसिफाई करते हो तुम कितने थ्रेड्स पैरेलल में एग्जीक्यूट करना चाहते हो यह स्पेसिफाई करने के कई तरीके हैं उनमें से एक है कि तुम एनवायरमेंट वेरिएबल OMP NUM THREADS का उपयोग करके इसे स्पेसिफाई कर सकते हो इसलिए याद रखना डायरेक्टिव कुछ ऐसा है जिसे कंपाइलर समझता है इसलिए वह इस कोड को यहां पर सब्सीट्यूट कर देता है यह कोड मूल रूप से देखता है कि अगर एनवायरमेंट वेरिएबल वहां है यह उस इंफॉर्मेशन को किसी काम के लिए उपयोग करने जा रहा है तथा इस केस में यह इस विशेष एनवायरमेंट वेरिएबल OMP NUM THREADS का उपयोग करता है इसको देखता हैअगर यह डिफाइंड हैतो यह उसका उपयोग करके यह पता लगाता है कि कितने थ्रेड्स लांच होने चाहिए कितने थ्रेड्स पैरेलल रीजन में एग्जीक्यूट होने चाहिए तो ऐसा करने के लिए तुम कहते हो export OMP NUM THREADS 4 के बराबर है तो यह एनवायरमेंट वेरिएबल को डिफाइन करता हैऔर उसे चार सेट कर देता है तथा अब अगर मैं कोड को फिर से एग्जीक्यूट करता हूं तो मैं फिर से टाइप करता हूं ए डॉट आउट' इस समय मैं देखता हूं कि वहां 4 प्रिंट है हेलो वर्ड चार बार प्रिंट हुआ इसलिए अब मैं जानता हूं कि पैरेलली एग्जीक्यूट होने वाले थ्रेड्स के नंबर को कैसे कंट्रोल करना है तो यह इसको डायनॉमिकली करता है जिस समय कोड कंपाइल हुआ था उस समय इसके पास कोई सूचना नहीं थी कि कितने थ्रेड्स को लांच करना है कंपाइलर के पास यह जानने का कोई भी रास्ता नहीं था इसको कुछ डाइनेमिक कोड को यहां सब्सीट्यूट करना था इस एनवायरमेंट वेरिएबल को देखना थाऔर अगर यह यहां मौजूद है तो उसे उतने थ्रेड्स लांच करने थे और यह सब डायनॉमिकली रन टाइम पर होता है इसलिए अगर मैं इस एनवायरमेंट वेरिएबल को बस बदल देता हूं कोड़ को बिना कंपाइल किए मैं ए डॉट आउट को फिर से रन करता हूं मान लो मैंने इसे 3 पर सेट किया तो यह सिर्फ तीन बार प्रिंट करेगा इसलिए यह सब डायनॉमिकली निर्धारित होता है